डिजाइन डिजाइन क्या होता है एक डिजाइन एक उत्पाद पर केवल आकार विन्यास पैटर्न या अलंकरण या रेखाओं या रंगों की संरचना की विशेषताएं हैं यह एक तैयार वस्तु पर लागू होता है जो एक औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग बनाए और बेचे जाने में सक्षम है और इसका एक दृश्य अपील होना चाहिए अर्थात जिसे केवल आंख से ही आंका जाना चाहिए उत्पाद के गैर कार्यात्मक पहलू के लिए एक डिज़ाइन अधिकार प्रदान किया जाता है यदि यह उत्पाद का कार्यात्मक पहलू है तो इसे एक पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए बशर्ते यह पेटेंट कानून में आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो इसलिए पेटेंट और डिज़ाइन के बीच का अंतर यह है कि पेटेंट यदि किसी उत्पाद में प्रकट होता है तो पेटेंट तकनीकी भागों या तकनीकी पहलुओं या कार्यात्मक पहलुओं की रक्षा करता है जबकि डिज़ाइन किसी उत्पाद के गैर कार्यात्मक पहलुओं के लिए है इसलिए डिजाइन एक उत्पाद को सौंदर्यवादी रूप से आकर्षक बनाता है जो आँखों को आकर्षक लगता है या सौंदर्यवादी अपील करता है और सौंदर्य अपील उपस्थिति से परे नहीं जाती है अगर किसी चीज़ को किसी उत्पाद में उसके काम करने के तरीके के रूप में डाला जाता है तो उसे किसी डिज़ाइन द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है तो डिजाइन केवल एक उत्पाद के गैर कार्यात्मक पहलुओं की रक्षा करता है पेटेंट कार्यालय में एक डिज़ाइन विंग होता है जो डिज़ाइन को अनुदान देता है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और चेन्नई मुंबई और नई दिल्ली में इसकी शाखाएं हैं जब कोई डिज़ाइन प्रदान किया जाता है तो पेटेंट कार्यालय डिज़ाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता है इस पर एक डिज़ाइन संख्या और उस डिज़ाइन के पंजीकरण की तारीख दी गई होती है डिज़ाइन को चित्रमय प्रतिनिधित्व में भी दिखाया जाता है आपके पास दो उदाहरण हैं कि एक नमूना कैसा दिखता है आवेदन में एक बयान होना चाहिए कि नवीनता सतह अलंकरण या आकार या कॉन्फ़िगरेशन में रहती है और इस बात को अस्वीकार करना होगा कि किसी वस्तु के निर्माण के तरीके या सिद्धांत या किसी तंत्र की यांत्रिक या अन्य क्रिया के संबंध में इस पंजीकरण के आधार पर कोई दावा नहीं किया जाता है अर्थात जो कुछ भी कार्यात्मक हैयह उसका दावा नहीं करता है इसके अलावा एक डिस्क्लेमर होना चाहिए जिसमें कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व में प्रदर्शित होने वाले शब्दों अक्षरों संख्याओं रंग रंग संयोजन या ट्रेडमार्क के किसी विशेष अधिकार के पंजीकरण अधिकार के आधार पर कोई दावा नहीं किया जाता है जिसका अर्थ है ट्रेडमार्क का विषय यहां कवर नहीं किया गया है तो डिजाइन दाखिल करते समय इन दो अस्वीकरणों को बनाया जाना चाहिए आवेदक या आवेदन बनाने वाला या कानूनी प्रतिनिधि या असाईनी के समक्ष दायर किया जाता है डिज़ाइन फाइल करने की आवश्यकता यह है कि इसे नया या मूल होना चाहिए नया इस तथ्य को संदर्भित करता है कि यह पहले नहीं हुआ हो और इससे पहले इसे प्रकाशित नहीं किया गया हो यह कॉपीराइट में मौलिकता की आवश्यकता की तरह एक आवश्यकता है इसका खुलासा जनता के सामने नहीं करना चाहिए यह एक उत्पाद को दूसरे से अलग करने में सक्षम होना चाहिए इसे एक वस्तु पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि अपने आप में डिज़ाइन को संरक्षित नहीं किया जा सकता है इसे स्वयं एक वस्तु में प्रकट करना होगा और इसमें दृश्य अपील होनी चाहिए अपवाद क्या हैं सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत डिजाइन को अनुमति नहीं दी जाएगी जो वस्तुएँ अलग से बनाए या बेचे जाने में सक्षम नहीं हैं उन्हें हमने स्वयं डिज़ाइन के रूप में संदर्भित किया है उदाहरण के लिए ग्रीटिंग कार्ड और पोस्टकार्ड डिजाइन का विषय नहीं हो सकते कॉपीराइट किए गए कार्य डिज़ाइन का विषय नहीं हो सकते क्योंकि यह एक अलग व्यवस्था द्वारा संरक्षित है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन का विषय नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए एक अलग व्यवस्था है कार्टून कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होते हैं झंडे प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह डिजाइन का विषय नहीं हो सकते एक डिज़ाइन जिसमें एक दृश्य अपील होती है उसका 10 साल का कार्यकाल होता है और 10 साल के कार्यकाल को 5 साल के कार्यकाल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है तो कुल 15 साल की सुरक्षा हो सकती है और उसके बाद डिजाइन सार्वजनिक क्षेत्र में आता है एक डिज़ाइन मालिक को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है मालिक के पास डिज़ाइन में एक कॉपीराइट होता है जिसका अर्थ है कि मालिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो उसकी सहमति के बिना इसकी प्रतियां बनाते हैं मालिक के पास बिक्री का बिक्री के प्रस्ताव का असाइन करने का और डिजाइन के लाइसेंस का अधिकार है किसी व्यक्ति द्वारा डिज़ाइन के लिए फाइल करने से पहले व्यक्ति एक डिज़ाइन खोज कर सकता है पेटेंट कार्यालय की एक वेबसाइट है जहां आप डिज़ाइन खोज कर सकते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है जिसे लोकार्नो और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित है एक डिजाइन एक उल्लंघन मुक़दमे द्वारा लागू किया जाता है जिसे जिला अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है और ये उल्लंघन के मुकदमे किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित उल्लंघन के मुकदमे की तरह होता है वे राहत के रूप में निषेधाज्ञा हो सकते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने से रोकता है या वे नुकसान की वसूली कर सकते हैं जो क्षतिपूर्ति कहलाती है डिजाइन अधिनियम उल्लंघन के मुआवजे की सीमा 50000 रुपये प्रति डिजाइन निर्धारित करता है पंजीकरण के बाद एक डिजाइन को चुनौती दी जा सकती है जब यह डिजाइन की बात आती है तो इसमें कोई पूर्व अनुदान चुनौती नहीं होती है पेटेंट के विपरीत यह एक डिजाइन को रद्द कर सकती है रद्दीकरण का अनुरोध इस आधार पर किया जा सकता है कि यह अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल है